तो आइए एक उदाहरण समस्या देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक संकेंद्रित घन है जो आपके प्रयोगशाला प्रयोग में था लेकिन यह उदाहरण उस प्रयोग से थोड़ा अलग है जो आपने प्रयोगशाला में किया है तो भीतरी ट्यूब का व्यास 25 मिमी और बाहरी ट्यूब का व्यास 45 मिमी है और आपके पास तेल है जो बाहरी कक्ष में 01 किग्रासेकेंड पर 100 0 C पर बह रहा है और तेल 60 0 C पर निकल जाता है तो स्पष्ट रूप से वह गर्म तरल है और हमारे पास ठंडा तरल पदार्थ है जो ट्यूब के अंदर से बह रहा है जो पानी है और 02 किलो प्रति सेकंड पर बह रहा है द्रव्यमान द्रव 30 डिग्री पर है जो आपको दिया गया है और कुछ गुण दिए गए हैं हम उस पर बाद में आएंगे तो प्रश्न ट्यूब की लंबाई ज्ञात करने का है ट्यूब की लंबाई पाएं तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करते हैं हमें ट्यूब की लंबाई खोजने की जरूरत है हमें हीट एक्सचेंजर की लंबाई खोजने की जरूरत है जोकि L वह हो जो हमें खोजने की जरूरत है कोई बताएगा हम कैसे शुरू करते हैं q को खोजना चाहते हैं इसलिए यदि हम जानते हैं कि qq UA डेल्टा T lmtd है इसलिए यदि हम U को जानते हैं हम डेल्टा deltaT lmtd और q को जानते हैं तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने में सक्षम होना चाहिए तो क्षेत्र मुझे क्षेत्र से बताएगा कि हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर की लंबाई क्या है वे कौन से गुण हैं जो हम पहले से जानते हैं वे कौन सी मात्राएँ हैं जो हम पहले से जानते हैं हाँ क्या हम q जानते हैं हाँ हम जानते हैं कि यह thi माइनस tho में mdot Cp गर्म द्रव के बराबर है यह गणना करते हुए कि हम उस deltaT lmtd को जानते हैं हम उसे जानते हैं कैसे तो हम नहीं जानते कि ठंडे तरल पदार्थ का आउटलेट तापमान क्या है लेकिन हम जानते हैं h स्थिर अवस्था में यह ठंडे द्रव Tco माइनस Tci के mdot Cp के बराबर होना चाहिए तो यहाँ से इन दोनों की तुलना करके हमें यह पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि Tco क्या है पहला अभ्यास Tco और Tco लगभग 402oC है मैंने गुण को सूचीबद्ध नहीं किया तो तेल का Cp 2131 जूल प्रति किलो केल्विन है इस तेल की चिपचिपाहट 325 गुणा 10 पावर माइनस 2 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर वर्ग है और तेल की चालकता 0138 वाट प्रति मीटर केल्विन है ठीक और वह पानी के लिए यानी पानी के लिए Cps 4178 जूल प्रति किलो केल्विन है और हमारे पास mu 725 गुणा वर्ग है और चालकता 0645 वाट प्रति मीटर केल्विन और प्रांड्टल संख्या दी गई है प्रांड्टल संख्या 485 है इसलिए प्रांड्टल संख्या है इसलिए सभी गुण दिए गए हैं तो हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि TCo क्या है तो हम q जानते हैं हम delta जानते हैं हम deltaT lmtd जानते हैं ठीक है तो हमें आपको सार्वभौमिक गर्मी हस्तांतरण गुणांक खोजने की आवश्यकता है हम यह कैसे करते हैं छात्र ठीक है तो 1 ओवर यू 1 ओवर ho प्लस 1 ओवर en इसलिए मैं मान रहा हूं कि दीवार का प्रतिरोध नगण्य है और दीवार की मोटाई छोटी है ठीक है तो मान लीजिए कि दीवार की मोटाई छोटी है इसलिए मान लें कि अंदर मौजूद ट्यूब का बाहरी और अंदर का क्षेत्रफल लगभग समान है तो अब हमें यह जानने की जरूरत है किh0 क्या है तो अब हमें यह जानने की जरूरत है कि en क्या है हम उन्हें कैसे ढूंढते हैं हम सहसंबंध प्राप्त कर सकते हैं तो रेनॉल्ड्स संख्या इसलिए रेनॉल्ड्स संख्या अंदर के लिए होगी 4 mdot by pi di into mu तो यह लगभग 14050 है तो यह अंदर के लिए है ठीक en रेनॉल्ड्स संख्या की गणना करने के लिए जो अंदर की ट्यूब के माध्यम से बह रहा है यह लगभग 14000 है या तो स्पष्ट रूप से यह एक अशांत प्रवाह है जिसे सहसंबंध का उपयोग किया जाना चाहिए Dittus Boelter सहसंबंध तो यही वह है जो आपने अपनी प्रयोगशाला में उपयोग किया था का उपयोग करें Dittus Boelter और वह है NuD यह 023 ReD है टू द पावर ऑफ़ 4 बाय 5 प्रांटल टू द पावर ऑफ़ 04 तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऊष्मा परिवहन गुणांक hi2250 वाट प्रति मीटर वर्ग 2 K है इसलिए यह आंतरिक ऊष्मा अंतरण गुणांक है और फिर इसी तरह हम बाहरी ताप परिवहन गुणांक पा सकते हैं तो वह ho के लिए है और यह एक वलय है तो ReD रेनॉल्ड्स संख्या को rho U द्वारा mu से विभाजित करके दिया जाता है ताकि प्रभावी व्यास हो हम पाते हैं कि और इसलिए यह लगभग 56 होगा यह पर्णदलीय प्रवाह है याद रखें कि हमने संकेंद्रित सिलेंडरों के लिए सहसंबंध को नहीं देखा तो कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है कि यह पाठ में है लेकिन हमने इस पाठ्यक्रम में समय की कमी के कारण इसे नहीं पढ़ा Dh दोनों के बीच प्रभावी व्यास है तो तुम देखो तो आप जानते हैं कि प्रवाह के क्षेत्र का क्षेत्र क्या है तो pi D बाहरी व्यास माइनस आंतरिक व्यास ताकि इसका उपयोग करके आप पता लगा सकें कि h क्या है इसलिए ताकि अगर हम पर्णदलीय प्रवाह मान लें और आप पूरी तरह से विकसित स्थिति मान लें तो उसके लिए नुसेल्ट संख्या स्थिर है और यह लगभग 556 है जो उस प्रणाली के लिए नुसेल्ट संख्या है और यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ho384 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है क्योंकि इस घन के बाहरी भाग के लिए ऊष्मा परिवहन गुणांक ठीक है और इसलिए अब हम जानते हैं कि हम deltaT lmtd को जानते हैं और हम q को जानते हैं तो हम इसे आसानी से अभिव्यक्ति में प्लग कर सकते हैं तो U 378 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है और L को Q द्वारा U से Pi में D में deltaT lmtd में विभाजित किया गया है इसलिए यह 665 मीटर द्वारा दिया गया है कि एक उचित संख्या 665 हां नहीं बिल्कुल नहीं हमारे पास एक ट्यूब है जो 25 मिलीमीटर है बस 25 सेंटीमीटर है जो इतना है और यह 665 है भविष्यवाणी गलत क्यों है गलत भविष्यवाणी सही क्यों तो 66 मीटर के साथ हीट एक्सचेंजर नहीं हो सकता तो क्या गलत है यह 225 मिलीमीटर है जो ढाई सेंटीमीटर है जो उतना ही है और आपके पास 66 मीटर लंबा है क्या उचित मूल्य के साथ पानी बहना संभव है दबाव में भारी गिरावट आएगी यह पूरी तरह से अनुचित संख्या है तो हम इसे कैसे संभालते हैं तो पहला सवाल क्या होगा जो आप पूछेंगे कि क्या आपको इस तरह के अनुचित नंबर मिलते हैं हीट एक्सचेंजर्स के विभिन्न प्रकार क्या हैं पहला सवाल मैं कहूंगा कि हमने कभी भी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग नहीं किया है यदि आप एक्सचेंज के लिए इस तरह के हीट एक्सचेंजर का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको 66 मीटर निर्माण की आवश्यकता होगी और यह एक बहुत ही यथार्थवादी प्रणाली है जहां तापमान अंतर अनुचित नहीं है और पानी स्थिर है पानी एक बहुत ही सामान्य तरल पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा विनिमय के लिए किया जाता है यदि आप किसी औद्योगिक प्रक्रिया को देखते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप पानी का संरक्षण करते हैं आप इसे भाप में परिवर्तित करते हैं जब आप कुछ तरल पदार्थ को ठंडा करना चाहते हैं और उस भाप का उपयोग किसी और चीज को गर्म करने के लिए करते हैं तो पानी एक बहुत ही स्थिर तरल पदार्थ है जो सामान्य तरल पदार्थ है जिसका उपयोग उद्योग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है इसलिए यह एक अनुचित तरल नहीं है असली समस्या यह है कि यह गलत कॉन्फ़िगरेशन है कभी भी उपयोग न करें एक डबल पाइप काउंटर प्रवाह सही विकल्प नहीं है इस समस्या के लिए यह सही विकल्प नहीं है यह एक अच्छा विकल्प है कुछ अन्य तरल पदार्थ के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से इस प्रणाली के लिए नहीं वास्तव में दी गई शर्तों के लिए गर्मी परिवहन की इस सीमा को प्राप्त करने के लिए आपको वास्तव में एक अलग प्रकार के ताप विनियामक की आवश्यकता होती है यदि काउंटर फ्लो बदतर है तो समानांतर प्रवाह और भी बदतर है यह और भी बदतर है बदतर है इसलिए आप कभी भी इनमें से किसी भी डबल पाइप कॉन्फ़िगरेशन या इस तरह की गर्मी परिवहन समस्या का उपयोग नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह वह जगह है जहां आप इन सहसंबंधों का उपयोग करना जानते हैं और डिजाइन का अनुमान लगाने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि आप अनुमान नहीं लगाते हैं कि हीट एक्सचेंजर की अनुमानित लंबाई या आयाम क्या होना चाहिए तो आप कभी भी यह तय नहीं कर पाएंगे कि आप यहां एक कुशल काम कर रहे हैं या नहीं तो आप अंत में एक बहुत महंगा हीट एक्सचेंजर बना लेंगे लेकिन आपको इसका सबसे अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है ठीक है तो हम आगे क्या करेंगे कि हम कुछ विशेष मामलों को देखें मैं सिर्फ कुछ तापमान प्रोफाइल को स्केच करूंगा और फिर हम शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के लिए औसत तापमान अंतर को लॉग करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो पहला मामला हम देखते हैं कि आपके कक्षों में से एक में संघनक भाप या संघनक द्रव कहां है इसलिए यदि आपके पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है तो आपके पास डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है आपके पास कुछ तरल पदार्थ है जो इन दो कक्षों से बह रहा है और आपके पास हमेशा एक गर्म तरल हो सकता है यह मूल रूप से एक संघनक द्रव है तो हीट एक्सचेंजर के अंदर तरल पदार्थ का तापमान लगभग स्थिर याद दिलाएगा क्योंकि यह अव्यक्त गर्मी है जिसका उपयोग वास्तव में आंतरिक ट्यूब के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किया जा रहा है तो मान लीजिए कि यह मेरा गर्म द्रव है और यह मेरा ठंडा द्रव है तो यह गर्म तरल पदार्थ अपने स्वयं के अवस्था को बदलकर इस पोत के साथ गुप्त गर्मी को मुक्त करता है और उस गर्मी को अब ठंडे तरल पदार्थ में ले जाया जाता है जिसे गर्म किया जा रहा है तो इसलिए मान लीजिए कि यदि मेरे पास समानांतर प्रवाह है तो वह मेरा गर्म द्रव प्रवेश है और वह मेरा ठंडा द्रव आउटलेट तापमान होगा तो आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी एक कक्ष में तापमान लगभग स्थिर हो और यह एक विशिष्ट मामला है जब आपके पास एक संघनक द्रव होता है इसके विपरीत क्या है ठंडा तरल वाष्पित हो रहा है यह अनुमान लगाने के लिए स्पष्ट है आपके पास एक ठंडा तरल होगा जो वाष्पित हो रहा है जो स्थिर तापमान पर है और आपके पास एक गर्म तरल पदार्थ है जिसे वास्तव में ठंडा किया जा रहा है और यह Tc है एक स्थिर तापमान पर है क्योंकि इसे वाष्पित किया जा रहा है या उदाहरण के लिए उबाला जा रहा है इसलिए यह एक विशेष मामला है और तीसरा थोड़ा और दिलचस्प थोड़ा और दिलचस्प एक ऐसी स्थिति है जहां आपके पास क्षमताएं स्थिर या बराबर हैं ठंडा द्रव एक गर्म द्रव के m dot C p के बराबर होता है तो आपके पास हमेशा दो अलग अलग तरल पदार्थ हो सकते हैं और आप द्रव के द्रव्यमान प्रवाह दर को समायोजित कर सकते हैं ताकि mdot Cp दोनों कक्षों के लिए समान हो आप हमेशा कर सकते हैं ठीक अब तापमान प्रोफ़ाइल क्या होगी मान लें कि यह एक प्रति प्रवाह है मैं इस हीट एक्सचेंजर डेल्टा के लिए तापमान प्रोफ़ाइल खींचना चाहता हूं इसलिए यह अनुमान लगाना आसान है इसलिए आपके पास निरंतर डेल्टा T होगा तो मान लीजिए कि यह गर्म तरल पदार्थ Tho Thi Tci और Tco है क्योंकि क्षमताएं समान हैं ठीक है तो q दो इनलेट और आउटलेट के बीच तापमान अंतर में mdot Cp है और इसी तरह गर्म तरल पदार्थ के लिए और इसलिए कोई अनुमान लगा सकता है कि ताप विनिमायक के साथ तापमान अंतर वास्तव में स्थिर रहेगा यहाँ deltaT lmtd क्या है याद रखें कि deltaT lmtd deltaT lmtd एक स्थान पर deltaT है और दूसरे स्थान पर deltaT को अनुपात के 1 से विभाजित किया गया है वो क्या है तो यह deltaT lmtd के लिए व्यंजक है जिसे हम जानते हैं और हम जानते हैं कि तापमान अंतर स्थिर रहता है तो deltaT lmtd क्या है कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए यह एक नहीं हो सकता यह यह नहीं हो सकता है तो 0 बाय 0 में क्या समस्या है आपके पास ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ deltaT क्या है यह deltaT वास्तविक ही है ठीक है इसलिए यदि आप वास्तव में चलते हैं और deltaT lmtd की व्युत्पत्ति करते हैं तो यह मानकर कि ये दोनों स्थिरांक हैं आप पाएंगे कि deltaT lmtd मूल रूप से बराबर है इसका मतलब यह है कि इस समस्या को चिह्नित करने के लिए आपको लॉग माध्य तापमान अंतर की आवश्यकता नहीं है तो आपको जिस तापमान अंतर का उपयोग करना चाहिए वह इन दोनों में से एक है जो आपके हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि आप वास्तव में अपने द्रव्यमान प्रवाह दर को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि ठंड और गर्म तरल पदार्थ का mdot Cp समान हो तब आपको एक महत्वपूर्ण गुणधर्म मिला है अब आप यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि हीट एक्सचेंजर के अंदर तापमान प्रोफ़ाइल क्या है जो हम अन्य सभी मामलों में नहीं कर सकते हैं हम नहीं जानते कि सटीक तापमान प्रोफ़ाइल क्या है ध्यान दें कि ये सभी केवल रेखाचित्र हैं तो इस मामले में हमें भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए या हमें यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर के अंदर हर स्थान पर अनुमानित तापमान अंतर क्या है जो हीट एक्सचेंजर डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो सही तापमान अंतर जो आपको उपयोग करना चाहिए वह वास्तविक तापमान अंतर या तो इनलेट या हीट एक्सचेंजर के निकास पर है तो आगे हम यह देखने जा रहे हैं कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए deltaT lmtd क्या है तो यहां मैं जिस नामकरण का उपयोग करूंगा वह यह है कि जब मैं S डालता हूं तो यह शेल साइड पर तापमान के लिए प्रयुक्त होता है और Tsi इनलेट शेल साइड तापमान के लिए इनलेट पर शेल के लिए प्रयुक्त होता है और Tso स्ट्रीम के शेल साइड तापमान के लिए प्रयुक्त होता है जो वास्तव में होता है खोल की तरफ से बाहर जा रहा है और इसी तरह छोटा Ti और छोटा to से ठीक तो यह शेल साइड फ्लुइड के लिए है और यह ट्यूब साइड फ्लुइड के लिए ट्यूब साइड फ्लुइड के लिए है ठीक तो अब यह पता चला है कि शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए deltaT lmtd यह मूल रूप से काउंटर फ्लो के लिए deltaT lmtd का कुछ अंश है काउंटर फ्लो के लिए deltaT lmtd जो बिल्कुल उसी तापमान पर ठीक है तो यह पता चला है कि यह उसी का एक निश्चित अंश है लेकिन जो मैं केवल स्केच करने जा रहा हूं वह पानी इस अंश F में जा रहा है और व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप इस एफ का उपयोग deltaT lmtd के अनुमान के लिए कैसे कर सकते हैं एक शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर ठीक है इसलिए ऐसा करने के लिए हमें दो मात्राओं को ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है तो एक को P कहा जाता है जो थर्मल दक्षता या तापमान दक्षता नामक एक चीज है जिसे परिभाषित किया जाता है और जो अधिकतम तापमान अंतर से विभाजित शेल साइड तापमान में अंतर द्वारा दिया जाता है अब मैं चाहता हूं कि आप इस अभिव्यक्ति के हर को देखें यह पहली बार है जब आप दो अलग अलग धाराओं के प्रवेश तापमान के बीच अंतर देख रहे हैं तो अधिकतम संभव तापमान अंतर अधिकतम संभव तापमान अंतर Tsi माइनस Tti है जहां s शेल साइड के लिए है और t ट्यूब साइड के लिए है इनलेट तापमान में अंतर हीट एक्सचेंजर में अधिकतम संभव तापमान अंतर है जो सैद्धांतिक अधिकतम ठीक है अब वास्तव में थोड़ी देर में जब हम एप्सिलॉन एनटीयू पद्धति पर जाते हैं तो हम वास्तव में अधिकतम संभव तापमान अंतर की इस अवधारणा का उपयोग अधिकतम सैद्धांतिक अधिकतम संभव गर्मी परिवहन नामक मात्रा को परिभाषित करने के लिए कर रहे हैं इसलिए हमने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया है हम यह देखने जा रहे हैं कि कैसे परिभाषित किया जाए या कैसे पता लगाया जाए कि अधिकतम संभव गर्मी हस्तांतरण दर क्या है तो अब तक हम सभी जानते हैं कि गर्म तरल पदार्थ में शुद्ध गर्मी परिवहन दर क्या है हम जानते हैं कि ठंडे तरल पदार्थ में शुद्ध गर्मी परिवहन दर क्या है जो स्थिर होने पर बराबर होती है लेकिन हम नहीं जानते कि क्या है सैद्धांतिक अधिकतम संभव इसलिए केवल अगर हम जानते हैं कि वह क्या है तो हम कुछ प्रकार की दक्षताओं को परिभाषित करने में सक्षम होंगे तो यहां तापमान दक्षता का मतलब अधिकतम संभव तापमान अंतर से विभाजित शेल साइड तरल पदार्थ के इनलेट और आउटलेट तापमान में अंतर है और फिर किसी को R नामक एक अन्य मात्रा को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है जो सापेक्ष तापीय क्षमता है तो यह महसूस करना आसान है कि यह परिभाषा से मूल रूप से क्षमताओं का अनुपात क्या है या इसे Tsi माइनस Tso के रूप में Tto माइनस Tti द्वारा विभाजित किया गया है यहाँ हमने यह मान लिया है कि खोल के किनारे के द्रव में गर्म द्रव होता है और नली के किनारे के द्रव में एक ठंडा द्रव होता है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा है क्योंकि माइनस माइनस हमेशा रद्द हो जाएगा तो यह ट्यूब साइड फ्लुइड के mdot Cp के बराबर होना चाहिए जो शेल साइड फ्लुइड के m dot Cp से विभाजित होता है एक बार फिर से स्थिर अवस्था की स्थिति को ठीक मानते हुए तो यह कारक F जो मूल रूप से शेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर का deltaT lmtd है जिसे काउंटर फ्लो समकक्ष काउंटर फ्लो के deltaT lmtd द्वारा विभाजित किया गया है इसलिए अगर मैं R के बीच के ग्राफ को स्केच करता हूं जो कि सापेक्ष तापीय क्षमता है तो ठीक है तो मैं एक निश्चित P के लिए क्या देखूंगा ताकि ध्यान दें कि ये सभी अभिव्यक्तियां व्युत्पन्न हुई हैं वे इस पाठ्यक्रम में इन अभिव्यक्तियों को नहीं देख पाएंगे लेकिन सामान्य व्यवहार P के निर्दिष्ट मान के लिए दिए गए निर्दिष्ट P के लिए है तो आपको इस प्रकार की प्रोफ़ाइल मिलती है जहां से F जाता है F के लिए सीमा क्या है 0 से 1 समान तापमान आपके पास बस एक काउंटर फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है जो सभी क्षेत्र समान है तो आपके पास जो शुद्ध क्षेत्र या वह शुद्ध ताप परिवहन क्षेत्र है वह संबंधित क्षेत्र के काउंटर फ्लो से मेल खाता है तो समकक्ष प्रति प्रवाह कहने का क्या अर्थ है एक ही तापमान और एक ही क्षेत्र के साथ काउंटर फ्लो जो बहुत महत्वपूर्ण है वही तापमान और एक ही क्षेत्र ठीक है तो अब जैसा कि P कम हो गया है ठीक है तो यह वही है जो पाया जाता है कि यह एक तरह का प्रोफ़ाइल है जो आपको इस अंश F के लिए मिलेगा ठीक है इसलिए जैसे जैसे आप P घटाते हैं आप मूल बिंदु के करीब जाते जाएंगे तो अब इसका सीधा सा मतलब क्या है और ध्यान दें कि ये सब कुछ 1 ठीक से शुरू होता है P के विभिन्न मानों के लिए सभी व्यंजक 1 से प्रारंभ होते हैं तो जिसका सीधा सा मतलब है कि जब P 0 पर जाता है और R 0 पर जाता है या R 0 पर जाता है तो इन दोनों में से कोई F की ओर जाएगा F की ओर जाएगा 1 ठीक है इसलिए जिसका अर्थ है कि शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर वास्तव में यह वास्तव में deltaT lmtd के लिए अभिव्यक्ति से आता है लेकिन पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण के लिए यहां जो महत्वपूर्ण है वह यह महसूस करना है कि शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के deltaT lmtd के लिए ऊपरी सीमा अनिवार्य रूप से है एक समान काउंटर फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के deltaT lmtd समकक्ष deltaT lmtd जिसमें समान तापमान और समान क्षेत्र है ठीक वास्तव में वही क्षेत्र गणना के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है क्योंकि यह याद रखने के लिए कि deltaT की गणना के लिए आपको वास्तव में क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है आपको केवल तापमान अंतर की आवश्यकता है लेकिन यह कहना महत्वपूर्ण है कि जब यह समकक्ष काउंटर फ्लो होता है इसका मतलब है कि गर्मी परिवहन का क्षेत्र भी इसी तरह बनाए रखा जाता है अन्यथा आप वास्तविक स्थिति में समान तापमान अंतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते तो इसलिए इस पर काम किया गया है इसलिए इस तरह के ग्राफ को सभी प्रकार के शेल एंड ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार किया गया है इसलिए हम उन सभी पर नहीं जाएंगे लेकिन ये सभी ग्राफ़ उपलब्ध हैं वे सभी सारणीबद्ध रूप में उपलब्ध हैं तो F एक शेल पास एक ट्यूब पास के लिए उपलब्ध है यह दो शेल पास के लिए उपलब्ध है एक ट्यूब पास एक के लिए उपलब्ध है शेल सभी प्रकार के विन्यास के लिए दो ट्यूब पास पास करता है जिसके लिए यह अंश F उपलब्ध है इसमें सब कुछ तैयार किया गया है और अच्छी तालिका या सारणीबद्ध रूप उपलब्ध हैं वे सभी ग्राफ के संदर्भ में उपलब्ध हैं इसलिए इन नंबरों को खोजना बहुत आसान है और इसे नियमित रूप से औद्योगिक सेटिंग में उपयोग किया जाता है याद रखें कि शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर वास्तव में किसी भी उद्योग में हीट एक्सचेंज प्रक्रिया का वर्कहॉर्स है आप देखेंगे कि अधिकांश ताप विनियामक उसी विन्यास के होंगे इसलिए शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के लगभग सभी संभावित संयोजनों के लिए इस पर काम किया गया है और इसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह प्रति प्रवाह का अंश है और काउंटर फ्लो शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए ऊपरी सीमा की तरह है जो सही है तो इसमें सह धारा और समानांतर दोनों हैं अब यह पता चला है कि सह वर्तमान ऑपरेटर और काउंटर करंट फ्लो सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि सबसे छोटे क्षेत्र के लिए आपके पास अधिकतम गर्मी परिवहन हो सकता है तो इसीलिए काउंटर फ्लो शेल और ट्यूब के लिए ऊपरी सीमा की तरह है